अब हम पीवी सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए ऑक्टेव में स्क्रिप्ट लिखेंगे मेरे पास इस फोल्डर में दो फाइल्स हैं पहली है system designm अभी मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा और दूसरी है Hat estimationm जिसकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं मैंने इसे अपने पिछले सप्ताह की चर्चा से ही लिया है यह एक स्थान पर दिए गए वातावरण के प्रभाव तथा टिल्ट के लिए इंसिडेंट एनर्जी Hat का एस्टीमेट बताती है मैंने इस फाइल में केवल थोड़ा सा परिवर्तन किया है ताकि यह एक फंक्शन बन जाए और इसे system designm में कॉल किया जा सके अब हम system designm स्क्रिप्ट फाइल को देखते हैं इसमें 5 सेक्शंस हैं एक सेक्शन में लोड्स बैटरी पीवी तथा इन्सोलेशन से संबंधित स्पेसिफिकेशंस हैं इसके बाद जैसे कि हमने थियरी में चर्चा की थी हम बैटरी की साइजिंग से संबंधित समीकरणों को स्क्रिप्ट फाइल में लिखने का प्रयास करेंगे hatmin प्राप्त करने के लिए हम उसी स्क्रिप्ट फ़ाइल का उपयोग करेंगे जिसकी हमने पहले किसी सप्ताह में चर्चा की थी हालांकि अब उस स्क्रिप्ट फाइल को हमने एक फंक्शन में परिवर्तित कर दिया है और तब इस प्रकार हम पीवी साइजिंग करेंगे और अंत में परिणामों को दर्शाएँगे तो यह अलग अलग सेक्शन हैं यहाँ मैंने सारी संख्याओं को लिख दिया है ये वही संख्याएं हैं जिन्हें हमने थिअरी में इस्तेमाल किया था ताकि आप उनकी पुष्टि कर सकें तो ये भिन्न भिन्न स्पेसिफिकेशंस हैं जो लोड वाट ऑवर डे वाट ऑवर नाईट पीक लोड करंट एवरेज लोड करंट डेज ऑफ ऑटोनॉमी की संख्या ऑटोनॉमी के बाद डेज ऑफ रिचार्ज की संख्या बैटरी बैटरी नॉमिनल वोल्टेज बैटरी की एफिशिएंसी डीओडी अथवा डेप्थ ऑफ़ डिस्चार्ज पीवी तथा इन्सोलेशन से संबंधित हैं पीवी की एफिशिएंसी 16 बेंगलुरु का लैटीट्यूड 127 तथा टिल्ट एंगल 10 डिग्री बैटरी साइजिंग के समीकरण वे ही हैं जिनकी हमने थिअरी में चर्चा की थी मैंने उन्हें यहां शामिल कर लिया है अब हम Hatmin की गणना करते हैं इसके लिए हम वही फाइल इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे हमने पहले उपयोग किया था अंतर सिर्फ इतना है कि अब उसे मैंने एक फंक्शन में परिवर्तित कर दिया है इस फंक्शन फाइल का नाम Hat estimation है तथा इसका आउटपुट Hatmin है तथा इस फंक्शन के इनपुट Q अर्थात लैटीट्यूड तथा B अथवा β अर्थात टिल्ट एंगल हैं इन सब बातों को मैंने यहां कमेंट के रूप में लिख लिया है फाइल का शेष भाग वही है जिसे हमने पहले उपयोग किया था अंत में इस फंक्शन का आउटपुट Hatmin है जोकि Hat का न्यूनतम मान है इसका system designm स्क्रिप्ट फाइल में सिस्टम डिजाइन के लिए उपयोग किया जाता है तो यहां से Hatmin का मान किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वेयर पर डे में प्राप्त करके यहां पीक वाट ज्ञात करने के लिए उपयोग करेंगे इस भाग में यहां nr के मान को मैंने 1 लिखा है क्योंकि यहां मुझे nr से भाग देना है और मैं 0 से भाग नहीं दे सकता और इसलिए मैं nr को 1 कह रहा हूं तथा इसे एक नए वेरिएबल nrr से निरूपित कर रहा हूं ऐसा केवल स्क्रिप्ट फाइल में गणना की सुविधा के लिए है अन्यथा सारे समीकरण वे ही हैं जिनकी हमने पहले चर्चा की थी अब हम डिस्प्ले की बात करते हैं यहां हम सारे स्पेसिफिकेशंस तथा बैटरी साइजिंग एवं पीवी साइजिंग के परिणाम दर्शाते हैं इस प्रकार हमें संपूर्ण सिस्टम डिजाइन प्राप्त होती है हम इसे ऑक्टेव में रन करते हैं तथा परिणाम प्राप्त करते हैं इसके लिए मैं ऑक्टेव को शुरू करता हूं यह ऑक्टेव है अब हम इस फोल्डर PVsim में जाते हैं यहाँ वे दो फाइल्स हैं जिनके बारे में अभी हमने बात की थी अब मैं वर्कस्पेस को क्लियर कर देता हूं तथा system designm इस फाइल को एग्जीक्यूट करता हूं वर्कस्पेस क्लियर कर देने पर तथा इस फाइल को एग्जीक्यूट करने पर सारे परिणाम डिस्प्ले पर प्रदर्शित हो जाते हैं जो यहां दिखाई दे रहे हैं पीवी सिस्टम डिजाइन के आउटपुट हैं पहला भाग स्पेसिफिकेशंस बताता है ये वे संख्याएं हैं जिन्हें हमने इनपुट किया था अर्थात लोड बैटरी पीवी तथा इन्सोलेशन से संबंधित स्पेसिफिकेशंस इन सभी संख्याओं को एक साथ दर्शाना उचित है ताकि इनकी उन परिणामों के साथ जांच कर सकें जो आप पहले ही प्राप्त कर चुके हैं दूसरा भाग बैटरी साइजिंग तथा पीवी साइजिंग का है बैटरी साइजिंग बैटरी की एंपियर आवर कैपेसिटी है जोकि 68 Ah है इसके साथ ही आपके पास C रेट है C रेट पीक लोड डिस्चार्ज के संदर्भ में तथा C रेट एवरेज लोड डिस्चार्ज के संदर्भ में ये वास्तव में क्रमशः एंपियर ऑवर केलकुलेटेड बटा पीक लोड करंट तथा एंपियर ऑवर कैलकुलेटेड बटा एवरेज लोड करंट हैं इस प्रकार यहाँ आपको प्राप्त होता है C11 किंतु आप निकटतम 10 के गुणांक में वह मान ले सकते हैं जो इस से छोटा है अर्थात यह C10 हो सकता है यहां जहां पर आपको C25 प्राप्त होता है इसका निकटतम मान 10 के गुणांक में आप C20 ले सकते हैं ये वे ही मान हैं जो हमें हाथ से गणना करने पर प्राप्त हुए थे पीवी साइजिंग को देखने पर Hatmin 458 वाट ऑवर प्राप्त होता है जो कि पीवी पीक ऐरे के लिए आवश्यक है पीवी ऐरे के पीक वाट 418 हैं इन्ट्रिंसिक एरिया 26 m2 तथा वास्तविक रियल इस्टेट एरिया लगभग 34 m2 है ये वे ही मान है जिनकी हमने पहले गणना की थी यह तो हमने सिर्फ वह सत्यापित करने के लिए किया जो हम पहले कर चुके थे किंतु आप यहां कई अन्य चीजें कर सकते हैं आप यहां डेज ऑफ ऑटोनॉमी शामिल कर सकते हैं डेज आफ रिचार्ज अर्थात वे दिन जब आप डेज आफ ऑटोनॉमी के बाद बैटरी में हुए चार्ज लॉस की पूर्ति करते हैं शामिल कर सकते हैं डे और नाइट लोड में परिवर्तन करके देख सकते हैं कि बैटरी तथा पीवी साइजिंग के संदर्भ में क्या परिणाम प्राप्त होते हैं ऐसा करने से आपको पीवी सिस्टम डिजाइन में अधिक गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त होगी